नमस्कार तार रहित संचार के लिए आकलन सिद्धांत पर इस मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स में एक और मॉड्यूल में स्वागत है पिछले मॉड्यूल में हमने तार रहित संचार प्रणाली के चैनल गुणांक के अधिकतम संभावना आकलन के साथ साथ अधिकतम संभावना आकलन के गुणधर्मो को देखा है जो कि माध्य और प्रसरण है आइए अब इस प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए तार रहित चैनल गुणांक के इस आकलन की गणना करने के लिए एक सरल उदाहरण देखें तो आज हम तार रहित चैनल आकलन के लिए एक सरल उदाहरण देखते हैं तार रहित का एक सरल उदाहरण तार रहित चैनल आकलन है जैसा कि हमने देखा है कि चैनल आकलन वह प्रक्रिया है जहां हम तार रहित चैनल गुणांक के आकलन की गणना करते हैं हमने पहले ही तार रहित चैनल के लिए मॉडल देख लिया है अर्थात् हमारे तार रहित चैनल का मॉडल निम्नानुसार है यह हमारा तार रहित मॉडल है या एक तार रहित प्रणाली मॉडल या तार रहित प्रणाली मॉडल प्रदत्त है YK बराबर H गुणा XK VK के होता है जैसा कि हमने पहले ही कहा है और हमने पिछले मॉडल में इसका वर्णन किया है कि YK आपका अवलोकन है जो प्रापक पर निर्गत है H आपका चैनल गुणांक X सम्प्रेषित पायलट प्रतीक है X आपका सम्प्रेषित पायलट प्रतीक है और VK शोर है VK शोर है तो हमारे पास तार रहित प्रणाली में यह मॉडल YK बराबर है H गुणा X K VK के ठीक है और यह एक तार रहित संचार प्रणाली के आगत निर्गत मॉडल का वर्णन करता है उदाहरण के लिए मान लें कि हमारे पास एक सरल बेस स्टेशन है और मोबाइल प्रापक जो कि एक मोबाइल है मेरे पास उदाहरण के लिए इस तरह का एक मॉडल है जहां मेरे पास एक तार रहित बेस स्टेशन है जो डाउनलिंक पर मोबाइल को प्रेषित कर रहा है तो यह मेरा तार रहित बेस स्टेशन है जो संचारक और डाउनलिंक है हम कहते हैं कि यह एक मोबाइल को सम्प्रेषित कर रहा है और इसलिए मेरे पास सम्प्रेषित संकेत है जो कि XK है प्रापक संकेत जो मोबाइल पर YK है चैनल गुणांक जो H है और मूल रूप से हमारे पास मोबाइल में योगात्मक शोर VK है तो मूल रूप से यह मेरा मोबाइल है और यह मेरा बेस स्टेशन है और यह मूल रूप से एक साधारण तार रहित डाउनलिंक परिदृश्य है यह एक सरल तार रहित डाउनलिंक परिदृश्य है जहां हमने कहा है हम कह रहे हैं कि मूल रूप से एक बेस स्टेशन एक मोबाइल को सम्प्रेषित कर रहा है बेस स्टेशन प्रतीक XK को सम्प्रेषित करता है जो चैनल गुणांक H के साथ चैनल के माध्यम से संचारण करता है जो कि चैनल गुणांक H द्वारा दर्शाया जाता है और मोबाइल पर प्राप्त प्रतीक YK के द्वारा निरूपित किया जाता है और प्रापक पर योगात्मक शोर VK भी है इसे डाउनलिंक परिदृश्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि बेस स्टेशन प्रसारण कर रहा है और मोबाइल ग्रहण कर रहा है जब मोबाइल प्रसारण कर रहा हो और बेस स्टेशन ग्रहण कर रहा हो तो आपके पास अपलिंक परिदृश्य है और प्रसारण भी अपलिंक परिदृश्य के लिए संगत प्रणाली मॉडल सममित है जहां XK मोबाइल द्वारा सम्प्रेषित प्रतीक है और YK बेस स्टेशन पर ग्रहण प्रतीक है इस प्रकार मूल रूप से इसका उपयोग चैनल गुणांक का आकलन लगाने के लिए किया जा सकता है इस प्रक्रिया का उपयोग चैनल के गुणांक को दोनो डाउनलिंक में मोबाइल पर और अपलिंक में बेस स्टेशन पर भी आकलन लगाने के लिए किया जा सकता है ठीक है तो अब हम एक सरल उदाहरण देखते हैं आइए इस प्रतिमान को बेहतर समझने के लिए कुछ सरल संख्याएँ लें ठीक है तो हमने VK को योगात्मक गौसियन शोर कहा है और अगर आपको याद है पिछले मॉड्यूल में हमने VK का माध्य 0 माना है तो VK सममित सम्मिश्र गौसियन शोर माध्य 0 प्रसरण सिग्मा वर्ग बराबर 3 DB के सहित है तो यह 0 माध्य सममित सम्मिश्र गौसियन शोर है जिसका प्रसरण 3 dB द्वारा दिया गया है तो हम कह रहे हैं कि VK सम्मिश्र योगात्मक सम्मिश्र गौसियन शोर एक सममित है और इसका माध्य 0 है और इसका 3 dB का एक प्रसरण है और अब सम्प्रेषित पायलट प्रतीक भी प्रदत्त हैं सम्प्रेषित करते हैं याद रखें कि हमारे पास पायलट प्रतीक हैं जो चैनल आकलन के लिए सम्प्रेषित किए जा रहे हैं इसलिए सम्प्रेषित पायलट प्रतीक लें सम्प्रेषित पायलट प्रतीक X1 बराबर हैं 1 J के X2 बराबर हैं 1 J के X3 बराबर हैं 2 J के और X4 बराबर 1 2J के हैं तो ये सम्प्रेषित पायलट प्रतीक हैं वास्तव में हमारे पास 4 प्रेषण हमारे पास 4 सम्प्रेषित पायलट प्रतीक हैं जो कि X1 X2 X3 X4 हैं ये डाउनलिंक पर 4 सम्प्रेषित पायलट प्रतीक हैं जो बेस स्टेशन द्वारा डाउनलिंक पर प्रसारित किए जाते हैं ठीक है डाउनलिंक पर चैनल आकलन के उद्देश्य से वह चैनल है डाउनलिंक चैनल मोबाइल पर आकलनित है तो हमारे पास प्रतीक द्वारा 4 प्रेषण हैं और वास्तव में हमने जो किया है हमने इन 4 पायलट प्रतीकों को पायलट के रूप में क्रमबद्ध इक्कठा किया हैं अर्थात् हमारे पास X बार है जो अगर आपको याद है आपका पायलट सदिश है तो अब पायलट सदिश X बार 1 J 1 J 2 J 1 2J के रूप में दिया गया है ये प्रसारित पायलट प्रतीक हैं यह मूल रूप से पायलट सदिश है यह मूल रूप से एक पायलट सदिश है अब संगत प्राप्त प्रतीकों को जानते हैं संगत प्राप्त निर्गत या पायलट निर्गत को जानते हैं हमने कहा कि प्राप्त निर्गत या सम्प्रेषित पायलट प्रतीकों के संगत निर्गत हैं जिन्हें पायलट निर्गत कहा जाता है जिन्हें Y1 बराबर 3 5J Y2 बराबर 5 3j Y 3 बराबर 2 3 j और Y 4 बराबर 3 2 j प्रदत्त है तो ये 4 संबंधित पायलट निर्गत हैं तो हमारे पास क्या हैं हमारे पास 4 पहुँचाये गए पायलट प्रतीक हैं X1 X2 X3 और X4 जो हमने पायलट सदिश X बार को बनाने के लिए क्रमबद्ध इक्कठा किया है जो कि डाउनलिंक पर प्रत्येक पायलट प्रतीक सम्प्रेषित पायलट प्रतीकों के अनुसार प्रेषित है हमारे पास डाउनलिंक पर मोबाइल पर प्राप्त पायलट निर्गत या प्रेक्षित पायलट निर्गत Y1 Y2 Y3 Y4 है और अब मैं फिर से इन प्राप्त पायलट निर्गतो को सदिश के रूप में निर्गत पायलट सदिश या निर्गत प्रतीक सदिश Y बार बनाने के लिए क्रमबद्ध इक्कठा कर सकता हूँ ठीक है तो अब मैं इन पायलट निर्गत Y1 Y2 Y3 Y4 को क्रमबद्ध इक्कठा करने जा रहा हूँ और यह मुझे देता है यह मूल रूप से आपका निर्गत सदिश या मूल रूप से आपका पायलट निर्गत सदिश है चूंकि ये पायलट प्रतीकों के संगत निर्गत हैं यह स्वतः समझ में आता है कि यह पायलट निर्गत सदिश Y बार है अर्थात इसे Y बार द्वारा दर्शाया गया है तो इसे स्पष्ट रूप से लिख रहे है मेरा Y बार 3 5J 5 3J 2 3J और 3 2J होने जा रहा है और यह मूल रूप से आपका प्रेक्षित सदिश निर्गत पायलट सदिश निर्गत सदिश आपका अवलोकन सदिश भी है इसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं और अब इस प्रकार हमारे पास प्रेषित पायलट सदिश X बार है हमारे पास अवलोकन सदिश Y बार है ठीक है और ध्यान दें कि इन दोनों सदिश में सम्मिश्र प्रविष्टियां हैं इसलिए वे प्रकृति में सम्मिश्र हैं इसलिए हम जिस परिदृश्य पर विचार कर रहे हैं वह एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक का आकलन है याद करें कि हमने जो रूपरेखा विकसित की है हमने कहा चैनल गुणांक द्वारा एक यथार्थवादी परिदृश्य का आकलन भी लगाया जा सकता है अर्थात् H एक सम्मिश्र राशि है और यह इसलिए होता है क्योंकि हम सम्मिश्र पर विचार कर रहे हैं हम एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक H पर विचार कर रहे हैं मूल रूप से तार रहित प्रणाली के तार रहित चैनल जो संचारक जोकि बेस स्टेशन है और प्रापक जोकि डाउनलिंक के लिए मोबाइल है के बीच में है के सम्मिश्र बेसबैंड ट्रांसमिशन मॉडल को दर्शाता है इस प्रकार हम एक सम्मिश्र बेसबैंड ट्रांसमिशन मॉडल पर विचार कर रहे हैं और इसके साथ ही हमारे पास सम्मिश्र चैनल गुणांक H है और स्वाभाविक रूप से हमारे पास सम्मिश्र राशि भी है जैसे कि सम्मिश्र ट्रांसमिशन पायलट सदिश जो X बार है सम्मिश्र निर्गत सदिश या Y बार के सम्मिश्र अवलोकन सदिश है और प्रापक में सम्मिश्र योगात्मक श्वेत गौसियन शोर भी है इस प्रकार हम एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक H के आकलन के लिए रूपरेखा पर विचार कर रहे हैं और जैसा कि हमने व्यंजक व्युत्पन्न की है सम्मिश्र चैनल गुणांक H हैट का आकलन बराबर है X हर्मिटियन Y बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के तो यह सम्मिश्र का आकलन है याद रखें यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक का आकलन है यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक का आकलन है और यह एक सम्मिश्र प्राचल है स्वाभाविक रूप से यह एक सम्मिश्र प्राचल है और इसलिए आइए एक एक करके राशिओं का परिकलन करें मेरे पास नॉर्म X बार वर्ग है जो पायलट सदिश का नॉर्म वर्ग है जिसे 1 j वर्ग के परिमाण 1 j वर्ग के परिमाण 2 j वर्ग के परिमाण 1 2j वर्ग के परिमाण के रूप में दिया जाता है जो मूल रूप से 2 25 5 है जो कि 14 के बराबर है यह एक बार के नॉर्म वर्ग का परिमाण है जिसे हमने बार के नॉर्म वर्ग का परिमाण से व्युत्पन्न किया है जो कि इस सम्मिश्र सदिश के प्रत्येक घटक के परिमाण के वर्गों के योग के परिमाण का योग है इसे हमने मूल रूप से 14 के बराबर निकाला है अब हम दूसरी राशि को व्युत्पन्न करते हैं जो X बार हर्मिटियन Y बार है जो कि अंश है इसलिए X बार हर्मिटियन Y बार यह मूल रूप से X के संयुग्मित परिवर्त के बराबर है जो 1 j है जिसका आप X बार लेते हैं सदिश का परिवर्त ले और प्रत्येक अवयव का संयुग्मन लेते हैं क्योंकि X बार हर्मिटियन सदिश 2 j और 1 2 j गुणा उत्पाद के संयुग्मित परिवर्त को दर्शाता है अर्थात् यह X बार हर्मिटियन है यह X हर्मिटियन बार है जो मूल रूप से है हमने कहा कि X बार परिवर्त लें और फिर संयुग्मन लें और फिर X बार परिवर्त सदिश का परिवर्त और संयुग्मित करें और फिर निश्चित रूप से हमारे पास अवलोकन सदिश Y बार है जो 3 5J 3 5J 5 3 3J 2 3J 3 2J है जिसे मैं लिख सकता हूँ अब योगफल ले रहे है ठीक है पहला मैं वास्तविक भाग लिखने जा रहा हूँ वास्तविक भाग 3 5 5 3 4 3 3 4 निकला यह वास्तविक भाग है काल्पनिक भाग जो है 3 5 5 3 2 6 6 2 गुणा J है आप X बार हर्मिटियन Y की गणना के माध्यम से इसे जांच सकते हैं और इसलिए यह 0 के बराबर है वास्तविक भाग 0 काल्पनिक भाग 6J है तो यह मूल रूप से X बार हर्मिटियन है यह मूल रूप से आपका X बार हर्मिटियन Y बार है और इसलिए अब हमने दोनों राशिओं की गणना की है हमने अंश की गणना की है जो X बार हर्मिटियन Y बार है और हमने हर की भी गणना की है जो नॉर्म X बार वर्ग है जो मूल रूप से X बार हर्मिटियन X बार है याद रखें नॉर्म X बार वर्ग ही X बार हर्मिटियन X बार भी है इसलिए सम्मिश्र चैनल गुणांक H हैट का आकलन X बार हर्मिटियन Y बार बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर होता है जो मूल रूप से X हर्मिटियन Y बार बटा X हर्मिटियन X बार के बराबर होता है और यह मूल रूप से X बार हर्मिटियन Y बार 6J के बराबर है हमने नॉर्म X बार वर्ग मूल रूप से इसकी गणना पहले ही कर ली है यह 14 के बराबर होता है इसलिए मूल रूप से चैनल का आकलन H हैट बराबर है अर्थात् यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल का आकलन H हैट 6 बटा 14 गुणा j है यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक का आकलन है यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक का आकलन है इसलिए हमने आकलन के लिए व्यंजक व्युत्पन्न की है हमने सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक के आकलन की गणना की है और H हैट बराबर X बार हर्मिटियन Y बार बटा नॉर्म X बार वर्ग किया गया है जो 6 j बटा 14 के बराबर है इसलिए आकलन 6 बटा 14 गुना j है और अब हम चैनल आकलन के प्रसरण की गणना करते हैं निश्चित रूप से हम जानते हैं कि सामान्य आकलन का प्रेक्षित मान मूल रूप से यथार्थ चैनल स्वयं में अंतर्निहित अज्ञात चैनल है क्योंकि हमने कहा है कि ML आकलन ML चैनल आकलन अनभिनत है आइए अब हम इस परिकलित चैनल आकलन के प्रसरण की गणना करते हैं और हमने कहा है कि सामान्य आकलन का प्रसरण जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में परिकलित किया है जो कि परिमाण H हैट H पूरा वर्ग का प्रेक्षित मान है वह विचलन का वर्ग का औसत मान है याद रखें यह सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर है यह पहले से ही दिया गया है कि DB शोर प्रसरण जो 10 लॉग 10 सिग्मा वर्ग है यह क्या है यह आपके DB शोर प्रसरण है शोर प्रसरण या शोर पाॅवर DB शोर पाॅवर या DB शोर प्रसरण 3 DB के बराबर है इस प्रकार सिग्मा वर्ग 10 लॉग आधार 10 की घात 0 3 के बराबर है जो मूल रूप से संकेत देता है कि सिग्मा वर्ग बराबर 10 की घात 0 3 के बराबर है जो 2 के बराबर है तो शोर प्रसरण सिग्मा वर्ग 2 के बराबर होता है जिसका अर्थ है चैनल आकलन का विचरण इसलिए हमारे पास परिमाण H हैट H पूरा वर्ग का प्रत्याशित मान जो सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग के बराबर है जो 2 बटा 14 जो मूल रूप से 1 बटा 7 है इस प्रकार यह राशि मूल रूप से 1 बटा 7 है यह राशि मूल रूप से सम्मिश्र बेसबैंड चैनल के आकलन का प्रसरण है यह सम्मिश्र बेसबैंड चैनल आकलन का प्रसरण है इसके अलावा इसलिए हमने सम्मिश्र बेसबैंड चैनल आकलन के प्रसरण की गणना की है और हम कह रहे हैं कि यह 1 बटा 7 है आगे याद करें कि हम मान रहे हैं कि 3 dB प्रसरण का सममित सम्मिश्र गौसियन शोर माध्य 0 है जो कि 2 की घात है जिसका अर्थ है चूंकि शोर सममित है एक सम्मिश्र गौसियन सममिति है इसलिए इसका अर्थ यह भी है कि हमने पिछले मॉड्यूल में साबित कर दिया है कि वास्तविक और काल्पनिक भागों का आकलन मूल रूप से असहसंबंधित है आकलन जो वास्तविक और काल्पनिक भागों के आकलन में त्रुटियां हैं वे असहसंबंधित हैं इसके अलावा दोनों में एक समान विचलन है जो कि सम्मिश्र प्राचल के कुल प्रसरण का आधा है इसलिए चूंकि और अंत में इसका मतलब यह भी है आगे हम कह सकते हैं चूंकि शोर सममित सम्मिश्र है गौसियन यह भी मूल रूप से तात्पर्य है कि आपके चैनल आकलन के वास्तविक हिस्से का प्रसरण काल्पनिक भाग के प्रसरण के बराबर है और जो मूल रूप से कुल प्रसरण के आधे के बराबर है आधा सिग्मा वर्ग बटा नॉर्म X बार वर्ग जो आधा 2 बटा 14 के बराबर है जो 1 बटा 14 के बराबर है इसप्रकार मूल रूप से यह आपके वास्तविक और काल्पनिक भाग का प्रसरण है इसप्रकार हमने क्या किया है हमने एक सरल उदाहरण देखा है जिसमें सम्मिश्र प्राचल के आकलन का प्रसरण सम्मिश्र प्राचल के आकलन का कुल प्रसरण मूल रूप से 1 बटा 7 और वास्तविक और काल्पनिक में से प्रत्येक का प्रसरण है वास्तविक और काल्पनिक भागों में से प्रत्येक के प्रसरण समान हैं मूल रूप से इस कुल प्रसरण के आधे के बराबर हैं जो मूल रूप से 1 बटा 7 का आधा है जो कि मूल रूप से 1 बटा 14 है इस प्रकार इस मॉड्यूल में हमने जो देखा है हमने एक चैनल आकलन प्रक्रिया में कार्यान्वित एक सरल उदाहरण देखा है जब डाउनलिंक तार रहित परिदृश्य पर विचार करते हुए बेस स्टेशन के साथ जो पायलट प्रतीकों को सम्प्रेषित कर रहा है मोबाइल सम्प्रेषित पायलट प्रतीकों के ज्ञान के साथ संगत पायलट प्रतीकों पायलट निर्गत का प्रेक्षण कर रहा है और इसी संगत प्राप्त पायलट निर्गत के साथ एक प्रापक पर चैनल आकलन की गणना कर सकता है जो इस मामले में मोबाइल है जो डाउनलिंक पर प्रतीकों को प्राप्त कर रहा है ठीक है इस प्रकार हमने देखा है और वास्तव में हम एक सम्मिश्र बेसबैंड ट्रांसमिशन मॉडल पर विचार कर रहे हैं जिसमें सभी राशियाँ सम्मिश्र हैं जो कि सम्प्रेषित पायलट प्रतीक हैं प्राप्त पायलट निर्गत और प्रापक पर शोर के प्रतिदर्श हैं सभी राशियाँ और महत्वपूर्ण रूप से भी चैनल गुणांक H एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक है इस प्रकार सम्प्रेषित 4 पायलट प्रतीकों और संगत 4 प्राप्त पायलट निर्गत के प्रसारण के साथ सरल उदाहरण के अनुसार हमने चैनल आकलन की गणना की है जो कि सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक H का आकलन है जो H हैट द्वारा निरूपित किया गया है और केवल यही नहीं इससे भी महत्वपूर्ण बात हमने इस परिकलित आकलन का प्रसरण के संदर्भ में वर्णन किया है हमने इस सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक के आकलन के प्रसरण की गणना की है और इस सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक के प्रत्येक वास्तविक और काल्पनिक घटकों के प्रसरण की भी गणना की हैं इसलिए यह उदाहरण इस चैनल आकलन की प्रक्रिया एक तार रहित प्रणाली में अधिकतम संभावना चैनल आकलन के लिए योजना को व्यापक रूप से दिखाता है इसलिए हम इस मॉडल को यहां रोकेंगे और बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं के साथ जारी रखेंगे